एक स्थानिक है और दूसरा गैर स्थानिक है गैर स्थानिक पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हमारे पास पहले से ही वेक्टर डेटा विभिन्न प्रकार के वेक्टर डेटा रेखापुंज डेटा टीआईएन डेटा शामिल हैं हमने वेक्टर डेटा रेखापुंज डेटा के बीच तुलना की चर्चा की है हम इसकी तुलना भी कर चुके हैं रेखापुंज और TIN के बीच अब हम विशेषता पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो गैर स्थानिक डेटा है जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वेक्टर डेटा के साथ कि बिंदु रेखा बहुभुज सैद्धांतिक रूप से हम n संख्या विशेषताओं को संग्रहीत कर सकते हैं तो पहले बहुत ही सरल भाषा में हम सारणीबद्ध डेटा के रूप में कहते हैं क्योंकि यह जीआईएस या जीआईएस डेटाबेस में तालिका के रूप में संग्रहीत है इसलिए हम उन्हें सारणीबद्ध डेटा कहते हैं अब प्रत्येक भौगोलिक विशेषता चाहे वह बिंदु रेखा हो या बहुभुज या सदिश इकाई मेरे पास एक से अधिक गुण हो सकते हैं और मूल रूप से इसे रखने का उद्देश्य यह पहचानना है कि एक विशेष सुविधा न केवल पहचान करती है इसका मतलब है न केवल आप टेबल के डेटाबेस के अंदर अद्वितीय आईडी कहते रहते हैं लेकिन डेटा की चर्चा भी अगर हम एक बिंदु डेटा का उदाहरण लेते हैं तो एक बिंदु डेटा में स्थानिक जानकारी होगी जो X Y निर्देशांक है लेकिन तालिका के रूप में इसके पास n की संख्याएँ हो सकती हैं तो यह आईडी से शुरू हो रहा है शायद यह जमीन का आयाम है और अगर मैं आप का उदाहरण लेती हूं तो भूजल अच्छी तरह से कहता है तो क्या आपको पता होगा कि कुएं की गहराई का मालिक कौन है और बरसात के दौरान विभिन्न जल स्तर क्या हैं बरसात से पहले बरसात के बाद और अगर मुझे उस विशेष पानी की गुणवत्ता के बारे में जानकारी है तो मैं अन्य स्तंभों में भी स्टोर कर सकता हूं मूल रूप से न केवल उस विशेषता की पहचान करने के लिए वर्णन करना कि वह क्या है और उस विशेष सुविधा या रासायनिक गुणों के बारे में कुछ परिमाण के बारे में अन्य जानकारी भी है हो सकता है कि मैं भूकंप उपकेंद्र के साथ काम करें तब स्थानिक जानकारी है कि X Y निर्देशांक यहां हैं I प्रत्येक निर्देशांक को आईडी दे सकते हैं तब भूकंप की घटना के बाद डेटा परिमाण उद्गम केन्द्र की गहराई और इतने पर सभी प्रकार के विवरण को मैं एक बिंदु डाटा से संबंधित करूंगी इसी तरह हम लाइन के साथ साथ बहुभुज डेटा के लिए भी कर सकते हैं और यह अधिक समृद्ध है कि हमारी विशेषताएं प्रत्येक वेक्टर इकाई के बारे में अधिक जानकारी हैं तो हम वास्तव में बहुत अधिक लाभ ले सकते हैं तो सैद्धांतिक रूप से हमारी जीआईएस प्रणाली n स्तंभों की संख्या का समर्थन करती है या डेटाबेस रूप से बिंदु से n क्षेत्रों की संख्या प्रत्येक वस्तु को समर्थन करती है और फिर विश्लेषण भाग में हम लाभ ले सकते हैं यह याद रखें कि रेखापुंज डेटा के मामले में हमारे पास केवल एक एकल विशेषता हैं लेकिन वेक्टर डेटा के मामले में सैद्धांतिक रूप से हमारे पास विशेषताओं की संख्या है अब मूल रूप से अगर हम विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को देखना शुरू करते हैं जैसे कि हमने विभिन्न प्रकार के वैक्टरों और विभिन्न प्रकार के रेखापुंज को देखा है बेशक टीआईएन के मामले में टीआईएन का कोई अन्य प्रकार नहीं है टीआईएन का केवल एक ही प्रकार है लेकिन विशेषताओं के मूल के 6 प्रकार है या 6 प्रकार की विशेषताओं को अभी तक जीआईएस में लागू किया गया है हो सकता है कि साहित्य में आपको कुछ अलग संख्याएँ मिलें लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हम अधिकतम 6 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं पहली श्रेणी सिर्फ नाममात्र है जिसे वर्ग भी कहा जाता है फिर दूसरा एक क्रमवाचक है और पद हम इस प्रकार के प्रत्येक गुण के बारे में विस्तार से देखेंगे फिर अंतराल फिर अनुपात चक्रीय और गणना और राशी इसलिए इन 6 प्रकार की मूलभूत विशेषताओं को लागू किया गया है इसलिए जीआईएस में अगर नया विकास होता है तो नए प्रकार के आंकड़े आने लगते हैं तो संभवत भविष्य में हम एक और प्रकार या कुछ और प्रकार की विशेषताओं को देखेंगे लेकिन अब तक विभिन्न प्रकार की विशेषताएँ जो जीआईएस में आ चुकी हैं जिन्हें हम आज नियंत्रण करेंगे इन विशेषताओं में से किसी एक या दो प्रकार का उपयोग करके ही इसे नियंत्रण किया जा सकता है तो आइए हम पहले एक को देखें जो नाममात्र श्रेणी है अंग्रेजी व्याकरण में हम कहते हैं कि आप जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एक नाम है और उसका कोई अनुक्रम या क्रम नहीं हो सकता है तो यह सबसे सरल प्रकार की श्रेणी है इसके नाम और यहां दिए गए उद्देश्य से पता चलता है कि उस नाम का उपयोग करके उस वस्तु को पहचानना है या किसी एक इकाई को दूसरे से अलग करना है और यह किसी विशिष्ट क्रम से नहीं है इस प्रकार यह यहाँ रेखांकित किया गया है कि नाम मात्र के गुणों में कोई विशिष्ट क्रम नहीं है हालांकि आप वर्णमाला के क्रम में या वरिष्ठता क्रम में या कुछ आदेश में नामों की व्यवस्था कर सकते हैं लेकिन जीआईएस के दृष्टिकोण से विशेषताओं के दृष्टिकोण से इन विशेषताओं नाममात्र के गुण कोई आदेश नहीं है यदि आप पहले से ही एक्सेल या किसी अन्य डेटाबेस या जीआईएस का उपयोग कर रहे हैं तो जब आप डेटा को विशेषता में डालना शुरू करेंगे और यदि आप उस डेटा के प्रकार को परिभाषित नहीं करते हैं जो प्रत्येक स्तंभ में आने वाला है तो आम तौर पर यह अभाव से नाम मात्र डेटा के रूप में जाएगा इसका मतलब है कि इसका कोई गण नहीं है यह सरल नाम है और इसका मतलब यह भी है कि नाममात्र प्रकार के डेटा पर बहुत सारे अंकगणितीय संचालन नहीं किए जा सकते हैं लेकिन कभी कभी हमें इसका उपयोग करना पड़ता है क्योंकि यह समझने में आसान है इसकी पहचान करना आसान है उदाहरणों के लिए हो सकता है कि आप एक मानचित्र का उपयोग कर रहे हों जिसमें आप मिट्टी शायद वन या भूवैज्ञानिक नामों की भूमि के उपयोग की विभिन्न प्रकार की श्रेणियां रख रहे हों स्थान के नाम उचित संज्ञा हैं वे जाने जाते हैं यदि आप उन्हें गण देते हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि दो आसन्न वर्णानुक्रम में गण दिए गए स्थान भौगोलिक रूप से आसन्न रूप से स्थित होंगे यह सच नहीं है इसलिए स्थान के नाम घरों के नाम और यहां तक कि अगर आप संख्याओं का उपयोग करते हैं और उन्हें नाममात्र में डालते हैं हालांकि उनकी संख्या आपको महसूस हो सकती है कि मैं कुछ अंकगणितीय ऑपरेशन कर सकती हूं फिर भी यदि आप चालक लाइसेंस नंबर पर अंकगणितीय ऑपरेशन करते हैं जैसे कि अगर मेरे पास दो चालक लाइसेंस नंबर हैं और तीसरे नंबर की वैल्यू दो नंबरों को जोड़ने के आउटपुट से आएगी तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर का कोई मतलब नहीं होगा इसलिए नाममात्र विशेषताएँ नक्शे पर कुछ विशेषताओं के कुछ गुणों का वर्णन करने या उनकी पहचान करने के लिए सरल हैं या किसी विशिष्ट क्रम के बिना उन्हें एक इकाई से दूसरे में अंतर करती हैं अब अगली श्रेणियां समान चीज़ों के लिए समूह हैं जिन्हें यह याद रखना है कि ये समान चीज़ों के साथ समूहबद्ध हैं ये आपके डेटा को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं और एक श्रेणी के लिए समान मूल्य वाले सभी सुविधाओं को एक ही तरीके से पसंद किया जाता है और अलग अलग सुविधाओं से अलग अलग किया जाता है और यहां केवल मुख्य उद्देश्य की पहचान करने के लिए कार्य करता है ठेठ अंग्रेजी व्याकरण और नाममात्र विशेषताओं में एक उचित संज्ञा की तरह है इसमें संख्याएं शामिल हो सकती हैं दोनों या यहां तक कि रंग या पैटर्न के अक्षर भी शामिल हो सकते हैं लेकिन उनका यहां कोई अर्थ नहीं होगा और भले ही एक नाममात्र विशेषता संख्यात्मक हो सकती है क्योंकि मेरे पास पहले से ही सांख्यिक है उदाहरण दिया गया है कि इसके लिए अंकगणितीय संचालन लागू करने का कोई अर्थ नहीं है उदाहरण के लिए दो नाममात्र विशेषता जैसे कि दो चालक लाइसेंस संख्या जोड़ना बकवास बनाता है एक उदाहरण मैंने IIT रुड़की के एक मानचित्र से लिया है जिसे जीआईएस प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया था और हालांकि मैंने उसे आदिष्ट किया है फिर भी मैंने विभिन्न इमारतों को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है यहां वर्णमाला क्रम में है इसका मतलब यह नहीं है कि भौगोलिक रूप से उन्हें कोई आदेश मिला है या उदाहरण के लिए यह स्थापत्य द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पालन की गई रंग योजना है तो केंद्रीय प्रशासन मुख्य प्रशासन आवासीय कर्मचारी लाल रंग में दिखाया गया है आवासीय को पीले रंग में दिखाया गया है इसलिए जब आप किसी बिल्डिंग या किसी श्रेणी का उपयोग करते हैं तो इस तरह से नक्शा दिखेगाI इस तरह से आप जब कोई भी रंग इसमें डालकर उसका रूप देख सकते हैं लेकिन अगर हम कोई कुछ मानक रंग योजना का पालन करते हैंदीया कैसे बदल जा सकता है वह हम एक उदाहरण ले कर देखेंगे हम देखेंगे कि कैसे एक श्रेणी को बदलकर एक बिल्डिंग का रूप बदल सकता है इसलिए दूसरा क्रमिक या रैंक है जैसा कि नाम लागू होता है यह क्रम होना चाहिए तो असतत वर्गों की सूची लेकिन एक अंतर्निहित या प्राकृतिक क्रम या अनुक्रम के साथ यह आरेख यहां इस योजनाबद्ध में दिखाया गया है कि आप पहली रैंकिंग दूसरी रैंकिंग तीसरी रैंकिंग वाले हो सकते हैं इसका मतलब है कि यह क्रम मैं है और पहले और दूसरे के बीच में कोई संबंध है पहले और तीसरे के बीच में भी कोई संबंध है इसलिए वास्तविक दुनिया में हमारे जैसे उदाहरणों में हम धाराओं के क्रम को देखते हैं शायद पहला क्रम दूसरा क्रम तीसरा क्रम और फिरजब हम कहते हैं कि तीसरे क्रम की धाराएँ हम जानते हैं कि तीसरे क्रम की स्थिति क्या है इसका मतलब है कि दो और उच्चतर धाराएँ मौजूद हैं और इसी तरह आगे भी इसलिए इसका मतलब है डेटा के साथ निहित क्रम या प्राकृतिक अनुक्रम मौजूद है नाममात्र के मामले में कोई क्रम नहीं है और एक अन्य उदाहरण प्राथमिक माध्यमिक स्नातक स्नातकोत्तर डॉक्टरेट पोस्ट डॉक्टरल जैसी शिक्षा का स्तर हो सकता है इसलिए अगर हम कहते हैं कि इसने स्नातकोत्तर किया है तो इसका मतलब है कि उसने स्नातक पर किया होगा तो एक क्रम है जिसका वह पालन कर रहा है और रैंक उच्च से निचले क्रम में सुविधाएँ डालते हैं यह आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है कभी कभी आप भी इससे नीचे से ऊपर के क्रम में भी डालते हैं रैंक का उपयोग तब किया जाता है जब प्रत्यक्ष उपाय कठिन होते हैं या यदि मात्रा कारकों के संयोजन का प्रतिनिधित्व करती है और चूंकि रैंक सापेक्ष होते हैं क्योंकि इसमें एक संबंध पहली रैंक और दूसरी रैंक को कुछ अर्थ मिला है तो आप केवल यह जानते हैं कि सुविधा उस क्रम में कहाँ गिरती है जहाँ आप यह नहीं जानते कि एक मूल्य दूसरे मूल्य से कितना अधिक या कम है क्योंकि अगर मैंने पहले ही उच्चतम का उल्लेख किया है तो मुझे नहीं पता कि अन्य उच्च चीजें क्या हैं मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि व्यक्ति ने स्नातक किया है लेकिन अगर मुझे जानकारी नहीं है चाहे उसने पोस्ट ग्रेजुएशन या डॉक्टरेट किया हो तो यह एकमात्र जानकारी है जो मुझे वैसे भी हो रही है इसलिए कोई भी इसे शायद कृषि भूमि के विभिन्न प्रकारों की श्रेणी में डाल सकता है जो कि सबसे अच्छी कक्षा दो हैं इसलिए बहुत अच्छी नहीं हैं तो इस तरह आप उन्हें रैंक कर सकते हैं और ऐसी संख्याओं के अनुपातों को जोड़ने या लेने से बहुत कम समझ में आता है कि आप संख्याओं के माध्यम से रैंक का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं लेकिन फिर से अंकगणितीय संचालन करने से कोई परिणाम नहीं मिल सकता है उदाहरण के लिए चूंकि दो एक के रूप में दो बार नहीं हैं लेकिन कम से कम क्रमिक विशेषताओं में नाममात्र विशेषताओं की तरह अंतर्निहित आदेश नहीं हैं जिनके पास कोई आदेश नहीं है अब इन सब चीजों का ऐसा कोई मतलब नहीं है जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि अंकगणितीय संचालन का कोई मतलब नहीं होगा इसलिए अब तक न तो नाममात्र विशेषताओं में और न ही क्रमिक विशेषताओं में लेकिन मध्य या अन्य मूल्य जैसे कि विशेषताओं का आधा उच्च स्थान पर है या उच्चतर निम्न रैंक क्रमिक डेटा के लिए औसत के लिए प्रभावी विकल्प है तो इसका बहुत ही सीमित उपयोग अच्छा विकल्प है अगर आप अंकगणितीय ऑपरेशन करना चाहते हैं तो अब आइआइटी रुड़की का एक ही उदाहरण लेते हैं मानचित्र और मैंने इमारतों को स्थान दिया है उनके निर्माण की गुणवत्ता के आधार पर उन्हें लगाते हुए आप जानते हैं कि यह वास्तविक अर्थों में नहीं हो सकता है यह कुछ भी दर्शा रहा है लेकिन सिर्फ प्रतिनिधित्व के लिए और जो हम देख रहे हैं कि कुछ इमारतें हैं जिन्हें मैंने उत्कृष्ट के रूप में रैंक किया है और इनको ऐसे तरीके से रैंक करना अच्छा है इसलिए अब रैंकिंग ही है जो प्रतिनिधित्व में कुछ अंतर्निहित आदेश है अब तीसरा गुण अंतराल है इसलिए जैसा कि हम उच्च और उच्चतर विशेषताओं में जाते हैं इन विशेषताओं की समझ के बारे में कुछ अतिरिक्त होगा जैसे नाममात्र के मामले में कोई अनुक्रम या आदेश नहीं था या शुरू हुआ था या अंत था लेकिन अब यहाँ विशेषताओं के मामले में जो अंतराल विशेषताएँ हैं उनका प्राकृतिक अनुक्रम है इसलिए अध्यादेश के मामले में एक उच्च डिग्री हमारे पास कुछ आदेश था जो इसके अलावा एक प्राकृतिक अनुक्रम है अब यहाँ एक और बात जोड़ दी गई है कि मूल्यों के बीच की दूरी का अपना एक अर्थ है और उसका अर्थ बताने का उदाहरण है जैसे सेल्सियस तापमान का एक अंतराल है और यह अंतराल इसलिए है क्योंकि यह ऐसा समझाता है कि जैसे 30 और 20 डिग्री के बीच का अंतराल 10 डिग्री है वह वही अंतराल है जो बीस और दस के बीच के समान है तो अंतराल विशेषताओं के अपने गुण है जिसमें प्राकृतिक अनुक्रम एक होगा और इसके अलावा दूसरा इनके मूल्यों के बीच की दूरी का अर्थ होगा और उदाहरण के लिए PH पैमाने भी दिया गया है और साथ ही अंतराल माप के पैमाने में भी दीया है अब विशेषता का चौथा प्रकार एक अनुपात गुण है और जिसमें अंतराल चर के समान विशेषताएं हैं लेकिन इसके अतिरिक्त गुण भी हैं इसलिए उन सभी दो स्थितियों में अंतर्निहित क्रम और दो मानों के बीच की दूरी और अंतर का अपना एक अर्थ है और इसके अलावा इसमें 0 या एक प्रारंभिक बिंदु होगा तो यहाँ की तरह कुछ दूरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक स्केल होगा जिसमें 0 भी होगा और यह है कि हम आम तौर पर नक्शे में एक स्केल बार डालते हैं जिस बार में एक 0 और कुछ मूल्य दाहिने हाथ की तरफ रखते हैं तो इसी तरह यह एक ऐसा क्रम होगा जिसके पास एक अनुक्रम होगा और इसका अर्थ है जैसे 2 1 1 Km है वही 3 2 1Km होगा और इसके अलावा इसमें 0 पर शुरुआती बिंदु होगा उदाहरण के लिए प्रति माह बारिश गिरती है तो बारिश और वजन या वजन एक अनुपात है क्योंकि यह कहने के लिए समझ में आता है कि 100 किलो का व्यक्ति 50 किलो के व्यक्ति से दोगुना भारी है तो वहाँ एक 0 मान है एक प्रारंभिक बिंदु है और साथ ही उन सभी चीजों को जो अनुपात में हैं सभी यहाँ हैं और सेल्सियस तापमान केवल अंतराल है क्योंकि 20 दो बार 10 के रूप में नहीं है और ये तर्क उन सभी पैमानों पर लागू होते हैं जो हैं अक्षांश देशांतर सहित इसी तरह के मनमाने 0 बिंदुओं के आधार पर जिसका उपयोग हम अपने जीआईएस मानचित्रों में करते हैं अब इस श्रेणी में पांचवीं विशेषता दिशात्मक या चक्रीय है यह जीआईएस में महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्षांश देशांतर जो हम उपयोग कर रहे हैं वह चक्रीय है जैसे समय भी चक्रीय है और इसलिए हैंडलिंग हालांकि वे संख्यात्मक मान भी हैं लेकिन जीआईएस के बीच उनकी हैंडलिंग बहुत महत्वपूर्ण है इन्हें बहुत सावधानी से संभाला जाना चाहिए हम यहां उदाहरण देखेंगे जो तब अनिवार्य हो जब कभी कभी डेटा दिशात्मक या चक्रीय होता है भूवैज्ञानिक विज्ञान में डेटा का एक और प्रकार या जिसे हम दिशाओं के लिए उपयोग करते है वह असर है इसलिए असर भी एक दिशात्मक प्रकार का डेटा है जिसे अलग तरीके से संभाला जाना चाहिए और इसे पहले घोषित किया जाना चाहिए हम सिस्टम में इस डाटा को ठीक से दर्ज करते हैं के नहीं यह घोषित किया जाना चाहिए अब डेटा जो इस डेटाबेस में विशेष कॉलम या फ़ील्ड में आने वाला है वह दिशात्मक डेटा है क्योंकि उनके सामान्य अंकगणितीय संचालन नहीं किए जा सकते हैं हम ऐसा उदाहरण देखेंगे कि जिसमें मानचित्र पर प्रवाह दिशा या कम्पास दिशा या देशांतर हो इसलिए सभी एक चक्र पूरा 360 डिग्री पर हो सकता है 90 डिग्री पर हो सकता है जैसे समय यह 60 सेकंड में पूरा होगा और फिर यह कुछ मिनटों का हो जाएगा तो यह एक चक्रीय डेटा है आइए हम इसका उदाहरण लेते हैं इसमें विशेष समस्या 359 है क्योंकि कि जब 359 के बाद 0 आता है तो 0 360 डिग्री नहीं है और डिग्री और औसत के मामले में दो दिशाओं में जैसे 359 और प्लस 180 है और वहाँ विपरीत दिशा होगी तो इसका मतलब है कि दिशात्मक डेटा पर सरल अंकगणितीय संचालन नहीं किया जा सकता है अन्यथा आप उत्तर के बजाय दक्षिण मैं जाएंगे और अगर आप दक्षिण की ओर बढ़ेंगे तो यह आपको पूरी तरह से विपरीत दिशा देगा इसलिए यह जीआईएस में बहुत सावधानी से दिशात्मक डेटा को संभालना है सभी जीआईएस सॉफ्टवेयर्स आजकल दिशात्मक डेटा को बहुत आसानी से संभालने में सक्षम हैं लेकिन आपको सिस्टम को घोषित करना होगा और तदनुसार आपको डेटा को संभालना होगा और वर्ष 2000 के वर्ष थे जब वर्ष में आने वाले 99 लोगों को पहले ही एहसास हो जाएगा कि कुछ समस्या होगी क्योंकि उस समय में ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता था वर्ष केवल पिछले दो अंक तो 99 के बाद अगर हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बदला तो निन्यानबे के बाद कि डबल जीरो साल के लिए आ गया होगा अब डबल जीरो शायद 1900 का मतलब हो सकता है 1800 शायद 2000 हो सकता है तो बाद में इस समस्या को हल करने के बजाय 2 अंकों को ध्यान में रखते हुए वर्ष के लिए दो अंतिम अंक इन आरंभ आयु वर्ष के लिए चार अंकों का भंडारण कर रहे हैं और फिर इस समस्या को हल किया जाता है लेकिन यह समस्या उस समय की बहुत प्रसिद्ध समस्या है जिसे y दो k बग और एक कारण के रूप में जाना जाता है जीआईएस में डिग्री मिनटों और दूसरे डेटा का उपयोग करने के बजाय यदि हम इस डेटा को dd में बदलते हैं और एक बार dd में परिवर्तित हो जाते हैं तो अंकगणित का संचालन आसानी से किया जा सकता है इससे पहले कि हमें यह होना चाहिए क्योंकि यह साइक्ल डेटा है तो 60 सेकंड वसीयत आपके एक मिनट का हो जाएगा और 60 मिनट एक डिग्री हो जाएगा इसके बजाय 0 से 60 के पैमाने पर होगा यदि हम 0 से 100 तक को पुनर्विक्रय करते हैं तो यह dd हो जाता है और फिर d एक डिग्री दशमलव डेटा दशमलव प्रणाली में गिर रहा है और फिर सभी प्रकार के अंकगणितीय ऑपरेशन किए जा सकते हैं इसलिए जीआईएस में जब हम भौगोलिक प्रक्षेपण में भौगोलिक डेटा का उपयोग करते हैं तो हम d m के बजाय dd का उपयोग करते हैं और यह d m से परिवर्तित करने के लिए काफी आसान है इसका मतलब है कि डिग्री मिनट सेकंड से dd तक सिर्फ एक साधारण अवधारणा और गणना की तरह कर सकते हैं अगर मेरे पास 77 डिग्री 30 मिनट और 15 सेकंड है और मैं इसे बदलना चाहता हूं तो यह dms प्रारूप है जिसे मैं dd में बदलना चाहता हूं फिर आपको क्या करना है आपको 60 × 60 को गुणा करना होगा क्योंकि हमें वह सब कुछ दूसरे पर लाना होगा जो कि आप जानते हैं कि आपको इसे यहां सबसे कम संख्या या इकाई मैं लाना होगा फिर 30 × 60 और फिर आप 15 जोड़ते हैं जो कुछ भी आप प्राप्त करेंगे उसे आपको 3600 से विभाजित करना होगा और फिर आप यहाँ इस dd को प्राप्त करेंगे और फिर अंकगणितीय संचालन आसानी से किया जा सकता है तो आधुनिक दिनों में डीआईएस डी एम एस से डी डी और इसके विपरीत में परिवर्तित करने में सक्षम हैं अन्यथा अगर नहीं तो सरल साधनों का उपयोग किया जा सकता है सरल अवधारणा का उपयोग उन्हें डी डी में परिवर्तित करने और उन्हें डालने के लिए किया जा सकता है इसलिए बाद में आप इसे बदल सकते हैं या इसे रख सकते हैं और फिर अंकगणितीय ऑपरेशन भी कर सकते हैं जैसे कि पहले से ही लोकप्रिय जीआईएस सॉफ्टवेयर्स में से एक या Arc GIS में जो आधुनिक दिनों में बहुत लोकप्रिय जीआईएस सॉफ्टवेयर है अनुपात अंतराल स्केल में मापा गया डेटा प्रकार संख्या है इसका मतलब है जब हम विशेषता तालिका में डालते हैं तो आप संख्या को संख्यात्मक मान के रूप में डालते हैं यही कारण है कि शब्द प्रकार संख्या का उपयोग किया जाता है जबकि क्रमिक या नाममात्र तराजू पर मापा गया डेटा प्रकार स्ट्रिंग है इसका मतलब है कि आप इस प्रणाली की घोषणा कर रहे हैं कि मेरा डेटा ऐसे तार के रूप में आ सकता है जिसमें शायद अक्षर या अल्फ़ान्यूमेरिक हैं तो यह है कि आप डेटा दर्ज करने से पहले कैसे घोषित करते हैं और इन कार्यों में इस विशेष सॉफ़्टवेयर में एक स्ट्रिंग या संख्या के रूप में उपयोग किया जाता है जो संख्यात्मक डेटा और स्ट्रिंग रूपों के बीच विशेषता डेटा को परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है अब एक बात को याद रखना होगा कि जब आप अपने स्वयं के जीआईएस डेटाबेस को अलग अलग कॉलम या अलग अलग क्षेत्रों में पढ़ रहे होते हैं तो उनके गुणों को बहुत अच्छी तरह से घोषित करना पड़ता है यहां तक कि अगर आप एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं और अगर आप जानते हैं कि मेरा डेटा चक्रीय डेटा घोषित होने जा रहा है तो यह तारीख के रूप में ली जा रही है तो बाद में आपको समस्या नहीं होगी लेकिन यदि आप घोषणा नहीं करते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से यह एक नाममात्र डेटा के रूप में ले जाएगा और फिर बाद में यदि आप उस नाममात्र डेटा को अंतराल या अनुपात में परिवर्तित करते हैं तो आपको बहुत समस्या हो सकती है इसलिए डेटा दर्ज करने से पहले बेहतर है यदि यह ठीक से संभव है कि यह सोचें कि उस विशेष क्षेत्र में किस तरह का डेटा आने वाला है और उसके अनुसार गुणों की घोषणा करें एक और बात यह है कि यदि आप दशमलव डेटा ला रहे हैं और वह भी वास्तविक संख्याएँ तो आपको दशमलव के लिए स्थानों की संख्या घोषित करके सावधान रहना होगा यदि आप जानते हैं कि आपका डेटा दशमलव के चौथे स्थान पर आने वाला नहीं है तो खेलने के लिए प्रारूप में न रखें क्योंकि अनावश्यक यह डेटा में अतिरेक पैदा करता है और बाद में आपके विश्लेषण के दौरान यह आपको बहुत सारी समस्याएं दे सकता है और क्योंकि यदि आप बाद में इसे कम करते हैं तो यह कुछ समस्याएं ला सकता है या यदि आप फिर से स्थानों की संख्या बढ़ाते हैं तो यह संख्या बढ़ाने में भी समस्या ला सकता है इसलिए यह समझना बेहतर है कि पहले इस विशेष क्षेत्र में किस तरह का डेटा आने वाला है और तदनुसार आपको अपने दशमलव स्थानों सहित उस क्षेत्र की परिभाषा या गुणों को परिभाषित करना होगा इसलिए बाद में आप किसी भी समस्या का सामना नहीं कर सकते हैं जैसे कि समस्याओं या अन्य चीज़ों का दौर क्योंकि यदि आप डेटा को किसी विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद परिवर्तित करते हैं और यदि आप एक प्रारूप से दूसरे प्रारूप में या एक गुण से दूसरे गुण में परिवर्तित करते हैं तो आप डेटा में कुछ त्रुटियां लाएंगे और वह बाद में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर सकता है इसलिए पहले सोचना बेहतर है और फिर अपने कॉलम के अंदर डेटा डालना चाहिए अब अंतिम प्रकार की विशेषता मायने रखती है और इनकी अपनी मात्रा है वहां कभी कभी आप कुल संख्या दिखाना चाहते हैं और उस क्षेत्र में एक विशेषता और गिनती के रूप में नक्शे पर वास्तविक संख्या दिखाते है और फिर राशि किसी भी औसत दर्जे की मात्रा से किसी एक सुविधा के साथ संबंधित हो सकती है उदाहरण के लिए एक कक्षा में छात्र की कुछ संख्या है और उसकी एक गिनती या राशि है उसका उपयोग करके प्रत्येक सुविधा का वास्तविक मूल्य दिखा सकते हैं और साथ ही साथ अन्य विशेषताओं की तुलना में इसका परिमाण बी दिखा सकते हैं कभी कभी आप उस डेटा को मायने या मात्रा के रूप में संग्रहीत करना चाहते हैं और इसलिए आप इस तरह की विशेषता घोषणा के लिए जाते हैं उदाहरण के लिए मैं यहां दे रहा हूं कि यह हिमाचल प्रदेश का जिला स्तर का नक्शा है और यह 1991 की जनगणना के आंकड़े दिखा रहा है पर उसका कोई मायने नहीं है यहां तक कि अगर आपके पास 2011 का डेटा परिदृश्य है तो यह समान हो सकता है और लोगों की प्रत्येक जिले या जिलेवार जनसंख्या में कुल गणना होती है तो जैसे यहां दो जिले हैं और वहां भी रेंज दी गई है और उनकी कुल गिनती इस सीमा के बीच है इसी तरह ऐसे जिले भी हैं जो हल्का हरा रंग से दर्शाए गए है और उनकी कुल संख्या बी इन सीमाओं के बीच मे है तो यहाँ यह समझना बहुत आसान हो जाता है यदि आप इस तरह की विशेषता का उपयोग यह जानने के लिए कर सकते हैं कि कौन से जिले कुल आबादी की किस प्रकार की हैं इसलिए अपनी विशेषताओं को ठीक से घोषित करके और फिर घोषित किए डेटा को लेके और बाद में विभिन्न प्रयोजनों के उन्हीं विशेषताओं के लिए बहुत अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं तो यह इस प्रस्तुति का अंत लाता है